प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये प्रायोगिक सेट अप है मैंने जो सर्किट का चित्र दिखाया था वो क्या था जो अभी दिखाया था तो किसी भी प्रयोग को करने से पहले सर्किट का चित्र हाथ में होना आवश्यक है तब हमें सारे अव्यवों कोम्पोनेंट्स को उसके आधार पर जोड़ना चाहिए तो यहाँ इसे देखिए ये एक फोटो सेल है इस सेट अप में फोटो सेल कौन सा है ये रहा फोटो सेल और ये है फोटो सेल यहाँ अंदर है अंदर ये एलेमेंट यहाँ है ये कैथोड है जिसपर k लिखा है ये ही कैथोड है और ये एनोड ये यहाँ बॉक्स के अंदर हैं हम इसे देख नहीं सकते अब जब प्रकाश इस कैथोड पर आपतित होगी प्रकाश इस प्रवेशिका के जरिये ही अंदर आएगी यहाँ हमने एक फ़िल्टर लगा रखा है जैसा मैंने कहा था ये हमें रखना होगा हाँ तो ये फ़िल्टर है ये प्रकाश का प्रवेश द्वार है अंदर यहाँ फोटो सेल है ये कैथोड और एनोड इसे हम एडजस्ट करते हैं क्योंकि फोटो सेल को हमेशा प्रकाश के संपर्क में नहीं रख सकते वरना इसकी संवेदनशीलता घट जाती है इसलिए हम इसे हमेशा बंद कर के रखते हैं इसे बस इस तरह हटा देते हैं आप खोल सकते हैं और ऐसे बंद भी ठीक मर्करी स्रोत से ये मरक्युरि प्रकाश जो बाहर आ रहा है उसमें विभिन्न तरंगदैढ्र्य हैं इसे हम इस तरह रखेंगे तो प्रकाश फोटो सेल पर इस प्रवेश द्वार से भीतर आएगी असल में हम फोटो सेल पर एकवर्णी प्रकाश चाहते हैं हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये व्यतिकरण फ़िल्टर है ये प्रकाश के सिर्फ 405nm तरंगदैढ्र्य को ही आगे जाने देगा और सारी तरंगें अवरुद्ध हो जाएँगी इन फिल्टरों में प्रकाश के व्यतिकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है ऐसे हमारे पास 5 फ़िल्टर हैं ये दूसरा फ़िल्टर है 366nm तरंगदैढ्र्य पास वाला इसके अलावा मेरे पास 3 और फ़िल्टर हैं ये 436nm 546 nm का ये देखिए ये पीले रंग का आप जानते हैं ये 546 500 आप जानते हैं सोडियम D लाइन के बारे में ये तरंगदैढ्र्य हैं 500 580 589 मुझे लगता है 589 या 590 के लगभग 590 सोडियम D लाइन का तरंगदैढ्र्य है ये पीला रंग है ये नीला नीले का तरंगदैढ्र्य पीले से कम होता है और हाँ ये कुछ हरे जैसा मुझे लगता है ये हरा फ़िल्टर है क्योंकि वही यहाँ से गुजर रहा है हमें ये रंग उस तरंगदैढ्र्य के संगत ही दिखाई देते हैं अच्छा मेरे पास फिर एक और है संतरे रंग जैसा अर्थात अधिक तरंगदैढ्र्य यहाँ आपको मिलेगा 578nm ये भी पीला सा लाल की और या संतरा कह सकते हैं तो हमारे पास 5 फ़िल्टर हैं एकवर्णी प्रकाश के चयन के लिए मुझे लगता है हमें न्यूनतम तरंगदैढ्र्य से शुरू करना चाहिए तो इसे मैं यहाँ इस सेल के सामने रखता हूँ और अब मैं इसे इस प्रकाश स्रोत की तरफ करता हूँ अब प्रकाश इस फ़िल्टर पर आपतित है मगर सेल तक नहीं पहुँच रही क्योंकि इसका प्रवेश द्वार बंद है जैसा मैंने कहा था हम इसे बंद की स्थिति में ही रखेंगे अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे प्रकाश कैथोड पर पड़ता और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड पर पड़ेंगे और उसके संगत एनोड करेंट मिलेगा हाँ तो इस सर्किट को देखें अब हम यहाँ से देखें इस तरफ से हाँ इस तरह का ये दो यहाँ से निकाल रहे हैं इनमें से एक नैनो अमिटर से जुड़ेगा ये रहा नैनोमीटर और फिर नैनीमीटर से दूसरे सिरे पर और फिर ये दो सिरे एक यहाँ और दूसरा सिरा वोल्टमीटर की ओर हाँ तो दूसरा सिरा आप देख रहे हैं इसे वोल्टमीटर से जोड़ना है और दूसरा सिरा रिहोस्टेट से ये रहा रिहोस्टेट दूसरे सिरे को यहाँ जोड़ दिया ये कनेक्शन तो मैंने बता दिया अब इस एनोड वाले हिस्से को देखें ये वोल्टमीटर की तरफ जाएगा ये ये वाला ये वोल्टमीटर और ये रिहोस्टेट हाँ ये यहाँ जा रहा है ये DC पावर सप्लाई की तरफ जाएगा और फिर DC पावर सप्लाई से या रिहोस्टेट से ये वोल्टमीटर पर आना चाहिए हाँ तो मैं देख सकता हूँ ये दूसरे सिरे से आ रहा है ये वोल्टमीटर से आ रहा है एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से ठीक तो ये रहे दोनों कनेक्शन अब इन्हे चेक करते हैं और ये दूसरा सिरा रिहोस्टेट से एक इधर है दूसरा जरूर DC सप्लाइ से जुड़ा होगा हाँ ठीक है तो ये पावर सप्लाइ से जुड़ा है रिहोस्टेट के दूसरे सिरे से तो ये सर्किट आरेख के अनुसार कनेक्शन हो गया है तो हमेशा प्रयोग करने से पहले सर्किट ड्रॉ कर लें और चेक करें की सारे कनेक्शन उसकी ही अनुसार हैं की नहीं अब हम प्रयोग करेंगे जैसा मैंने समझाया था किन मानों को मुझे लेना है हाँ सारे प्रायोगिक डाटा को लिखेंगे वोल्टमीटर का अलपतमांक वोल्टमीटर का अलपतमांक निकाल लें ये रहा आप देख सकते हैं ये है 000 ये वोल्ट में है और ये दशमलव के बाद 2 अंक अर्थात10 मिलिवोल्ट इस पावर सप्लाई का अलपतमांक है ओह माफ कीजिये वोल्टमीटर का हाँ ये रहा हमने ये 2volt वाला स्केल लिया है आप बदल सकते हैं दशमलव के बाद 3 अर्थात 1मिलिवोल्ट 1mV बराबर 0001V इस वोल्टमीटर का अलपतमांक होगा इसे नोट कर लें अब देखें अमिटर नैनोमीटर का लीस्टकाउंट कितना है यहाँ हमने 100 नैनो अम्पियर लिया है ये दिखा रह है 35 नैनोअम्पियर और 01 नैनोअम्पियर इसका लीस्टकाउंट है 01 तो 01 नैनोअम्पियर इसका लीस्टकाउंट है हमें इसे नोट कर लेना चाहिए ध्यान रखना है कि हम किस स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ हमने 100 नैनो अम्पियर वाला स्केल का चयन किया है यहाँ पाठ्यांक दिखा रहा है 35 दशमलव कुछ ये बदल रहा है ये होता है प्रकाश में फ्लक्चुयशन के कारण या ललैम्प फोटो सेल के सामने लगे फ़िल्टर के बीच कि दूरी में कुछ होने के कारणठीक समान्यतः हम ये लैम्प और फ़िल्टर कि दूरी नोट कर लेते हैं चूंकि प्रयोग के दौरान ये बदलना नहीं चाहिए हम बस एक स्केल कि सहायता से ये माप लेते है ये फ़िल्टर है और ये लैम्प इसे माप लें और नोट भी कर लें अब हमें स्टॉपिंग पोटेन्शियल ज्ञात करना है हम कोई एक तरंगदाईढ्र्य का चयन कर लेंगे माना लाम्ब्डा बराबर क्या लिया हमने शायद 366nm ये मैं नोट कर लूँगा और उसके संगत आवृति की भी गणना कर लूँगा c है प्रकाश का वेग 3 x 108 ms अब मैं क्या करूँगा मुझे वोल्टेज को बदलना है ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक है हमें वोल्टमीटर और नैनोमीटर के पाठ्यांक लेने हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ इस रिहोस्टेट को आप देखें यहाँ बीच में रखा है जो भी प्रतिरोध हो अब इसे मैंने शून्य पर रखा है इसलिए वोल्टेज भी शून्य दिखा रहा है थोड़ा फ्लक्चुयशन है ठीक है तो ये वोल्टेज 0 है इसलिए नहीं की हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया है इसलिए नहीं हमें इस 0 वोल्टेज पर अधितम एनोड करेंट मिलना चाहिए फिर हम ऋणात्मक विभव लगाएगे मगर यहाँ करेंट शून्य आ रहा है क्योकि ये शटर अभी बंद है मैं शटर अब खोलुंगा इसे दूसरी ओर करता हूँ मैंने शटर खोल दिया है मगर वोल्टेज 0 है सहीं ये हम वोल्टमीटर और अमिटर नैनो मीटर से देख लिया है एनोड पर कोई वोल्टेज नहीं लगा है अब जो करेंट मिल रहा ये वो है 80 हाँ 884 या 89 ये आप नोट कर लो 0 वोल्टेज आरोपित विभव 0 और करेंट 88 नैनोअम्पियर मैंने आपको दिखाया है सर्किट में ये वोल्टमीटर नैनोमीटर फोटो सेल से कैसे जुड़े हुए हैं की वोल्टमीटर से आपको एनोड पर आरोपित विभव मिलेगा या कहें कैथोड और एनोड के सापेक्ष वोल्टेज अब इसपर ऋणात्मक विभव लगाया जाएगा कनेक्शन वैसा ही बनाया गया है ये एक नियत पावर सप्लाइ है DC पावर सप्लाइ 2 वोल्ट की और ये है रिहोस्टेट अब जरा रिहोस्टेट की स्थिति अब यहाँ ये 0 वोल्टेज दिखा रहा है एनोड पर 0 वोल्टेज लगाया है और उसके संगत फोटो करेंट जो पहले लिया था सर्किट में कुछ दिक्कत थी सर्किट लूज था अब ठीक है ये असल में 88 नहीं इसका पाठ्यांक 05 ओके अब मैं वोल्टेज को बदलता हूँ रिहोस्टेट से प्रतिरोध बदल कर आप देखिए मैं प्रतिरोध बढ़ता हूँ अर्थात विभावांतर भी बढ़ेगी ठीक लेकिन ये क्या ये करेंट कम हो रहा है और ये वोल्टमीटर फिर से पाठ्यांक नहीं मिल रहा मुझे लगता है ये यहाँ फिर लूज होगा अब पाठ्यांक मिल रहा है इस स्थिति में 0 मिलना चाहिए या कुछ आस पास ये डिजिटल है तो कुछ फ्लक्चुयशन होगा ठीक तो यह 0 है आपको थोड़ा समय देना होगा पाठ्यांक को स्थिर होने के लिए ये 0 के आस पास ही है अब ये करेंट 105 है अब मैं वोल्टेज को बादल कर करेंट में परिवर्तन को नोट करूँगा वोल्टेज में परिवर्तन को नोट करेंगे थोड़ा रुक कर फिर करेंट का पाढ़यांक भी नोट कर लेंगे हमें ये करेंट को 0 करना है और उसके संगत वोल्टेज नोट करना है मैं बदल रहा हूँ और आप देखिए करेंट कैसे कम हो रहा है एनोड के आरोपीत वोल्टेज को बढ़ाने पर करेंट कम हो रहा है मुझे ये नोट कर लेना है अभी मैं ये नहीं नोट कर रहा मैं ये आगे करता रहूँगा और सिर्फ स्टॉपिंग पोटैन्श्यल के लिए नोट करूँगा करेंट कम हो रहा है और कम वोल्टेज बढ़ रहा है जब तक की करेंट 0 न हो जाए ये थोड़ा ज्यादा हो गया हाँ ये लगभग 0 हो गया 0 है लगभग और ये 700 है हाँ ये 700 ले सकते हैं यही स्टॉपिंग पोटैन्श्यल है थोड़ा बदल रहे हैं ये हम दिये गए तरंगदैढ्र्य के संगत इस स्टॉपिंग पोटैन्श्यल 700mV नोट कर लेंगे ये है 0700 V ये इस लिए mV को V में 0700 लिखा है और जाहिर है की इस स्थिति में करेंट 0 हो जाएगा हमें विभिन्न फ़िल्टर से प्रयोग करना है तो मैं अब दूसरे फ़िल्टर से प्रयोग करूँगा उसे ठीक उसी जगह पर रख कर जिससे तीव्रता समान रहे मैं ये फ़िल्टर बदल देता हूँ मैं ये दूसरा वाला 405nm वाला लेता हूँ नहीं मुझे लगता है मुझे 578nm के साथ करना चाहिए अधिकतम तरंगदैढ्र्य पर इस केस में 0 बाइस वोल्टेज के बाद करेंट अचानक से कम हो जाएगा दूसरे फ़िल्टर की तुलना में इसलिए स्टॉपिंग पोटैन्श्यल का मान काफी कम होगा सैद्धांतिक रूप से देखें तो समान दूरी होने के कारण समान तीव्रता होगी प्रकाश समान होगा तो समान करेंट की ही उम्मीद है तो हम 0 से शुरू करते हैं यहाँ आप देखिए 0 वोल्टेज पर भी मुझे कोई करेंट नहीं मिल रहा हमें 405nm नहीं 436 फ़िल्टर के लिए 105 नैनो अम्पियर करेंट मिल रहा था ये न्यूनतम तरंगदैढ्र्य था अधिकतम आवृति 366nm तो ऊर्जा भी अधिकतम इसलिए हमें 105nm करेंट मिल रहा था आप देखिएअब जब हम अधिकतम तरंगदैढ्र्य अर्थात न्यूनतम आवृति h𝛎 तरंगदैढ्र्य के संगत h𝛎 आवृति ठीक अर्थात ये ऊर्जा या इसके संगत ऊर्जा eV से भी कम है ओह मुझे कहना चाहिए इस फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम है इसलिए इलेक्ट्रोन्स उत्सर्जित नहीं हो रहे इसलिए ऐसा हो रहा है परंतु मैं जरा अपना सेट अप चेक कर लूँ क्या ये ठीक काम कर रहा है या किसी और वजह से ये करेंट नहीं दिखा रहा ये मैं 405nm फ़िल्टर फिर लगाता हूँ 578 की जगह मुझे करेंट मिलना चाहिए आप देखिए ये 18 17 लगभग 18 नैनोअम्पियर है चूंकि ये तरंगदैढ्र्य 366 से अधिक है 366 के लिए 105 मिला था हमें जबकि इसके लिए हमें 18 मिल रहा है जैसे जैसे हम तरंगदैढ्र्य बढ़ाते है हमें कम करेंट मिल रहा है अर्थात प्रकाश की तीव्रता समान होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कम होता है तरंगदैढ्र्य के बढ़ने के साथ चूंकि तरंगदैढ्र्य भिन्न हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की संख्या भी भिन्न है जबकि हमने अभी कोई ऋणात्मक विभव नहीं लगाया वोल्टेज 0 पर ही है फिर भी करेंट कम हो गया है तो इसका पाठ्यांक नोट कर लें और स्टॉपिंग पोटैन्श्यल इस फ़िल्टर के लिए भी ज्ञात कर लें ठीक तो मैं इसे 0 करता हूँ ये कम हो रहा है वोल्टेज कम हो रहा है इसे ध्यान से करें अब देखें ये लगभग 0 करेंट है और उसके संगत स्टॉपिंग पोटैन्श्यल 0412 है आप नोट कर लें की तरंगदैढ्र्य कितना है अब ये अगला तरंगदैढ्र्य है 405nm और 0 करेंट के लिए स्टॉपिंग पोटैन्श्यल है 0413 इस फ़िल्टर के लिए हम पाठ्यांक नोट कर लेंगे और हमें स्टॉपिंग वोल्टेज और उसके संगत तरंगदैढ्र्य या आवृति के लिए मान मिल जायेंगे हम V और 𝛎 के बीच ग्राफ खींच लेंगे उस आरेख इस हम स्लोप ज्ञात कर ये प्रयोग करेंगे मैं ये कर के नहीं दिखौंगा अपितु अब मैं सिर्फ आपको फोटो करेंट और प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध किसी नियत तरंगदैढ्र्य के लिए कर के दिखौंगा यहाँ हम एक ही तरंगदैढ्र्य 405 nm का प्रयोग कर रहे हैं मैं इस वोल्टेज को 0 करता हूँ अब यदि मैं इस स्रोत से फ़िल्टर की दूरी बदलता हूँ इसे ज्यादा दूरी पर रखते हैं मुझे लगता है इस प्रयोग को और कम तरंगदैढ्र्यके साथ बेहतर किया जा सकता है मैं इसे 366nm पर करता हूँ तो ये 105 नैनोअंपियर है देखिए ये कैसे दूरी पर निर्भर करता है आप देखिए अब इस तीव्रता पर मैं सिर्फ ये दूरी बदल रहा हूँ और मुझे करेंट में ये परिवर्तन मिल रहा है क्योकि प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है जो फोटो सेल पर आपतित है चूंकि फोटो सेल और स्रोत के बीच की दूरी बदल रही है यदि मैं इस तरह इसे बढ़ता हूँ तो आपको ये बढ़ते दिखेगा किसी नियत दूरी के लिए अब देखें की स्टॉपिंग पोटैन्श्यल कितना है यदि ये आपको ज्ञात करना है तो ये इसे 0 करें इसे नोट कर लें ध्यान रखें पहले 366nm के लिए स्टॉपिंग पोटैन्श्यल हम नोट किया था 700mV और अब देखिए ये है लगभग 800mV तो ये है 366 के लिए यदि मैं फिर से तीव्रता बढ़ाऊँ और वोल्टेज को 0 करें करेंट है 100 पहले का पाठ्यांक था 105 तो मैं दूरी थोड़ी और कम करता हूँ हाँ यहाँ ये 105 हो गया 0 वोल्टेज पर हाँ तो अब क्या मिल रहा है मुझे स्टॉपिंग पोटैन्श्यल का मान चलिये मैं चेक करता हूँ करेंट को 0 करते हैं तो ये वोल्टेज है लगभग 900 ठीक हाँ तो एनोड करेंट को 0 करने के लिए ये लगभग है 1 वोल्ट ये काफी संवेदनशील है तो लगभग 900 ठीक थोड़ा ज्यादा अब यदि मैं ये दूरी बदलता हूँ क्या होगा मैं आपतित प्रकाश की तीव्रता को बदलुंगा आप देखिए इसे मैंने बदला करेंट को 0 करने के लिए कितना करना होगा हाँ तो ये लगभग है 700 इस दूरी पर स्टॉपिंग वोल्टेज है विभिन्न दूरियों के लिए आप स्टॉपिंग वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे यहाँ से शुरू कर के यहाँ जहाँ से यह 0 वोल्टेज हो तो ये 33 है और इसी तरह अलग अलग दूरियों पर ये प्रेक्षण ले लेंगे स्रोत और फ़िल्टर के बीच की दूरी को बदल कर तो आप फोटो करेंट 0 वोल्टेज पर पढ़ते हैं फिर वोल्टेज बदल कर स्टॉपिंग पोटैन्श्यल प्राप्त करते हैं विभिन्न दूरियों पर या कहें विभिन्न तीव्रता पर समान तरंगदैढ्र्य के लिए फोटो करेंट किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है ये आप पाठ्यांकों से देख सकते हैं ध्यान रखिए जब आप पाठ्यांक ले रहे हों फोटो सेल को बंद कर के रखना है जिससे किसी प्रकार की गैर जरूरी प्रकाश इस पर आपतित न हो ये सावधानी जरूर रखनी है तो मुझे लगता है ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग इस तरह आप ये प्रदर्शित करने में सक्षम हुए कि प्लेट करेंट या एनोड करेंट जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रकाश की आवृति के अनुक्रमानुपाती है और आवृति के काफी संवेदनशील हैं क्योकि अधिक तरंगदैढ्र्य के प्रकाश के लिए हमने देखा की हमे कोई करेंट नहीं मिलता जबकि छोटे तरंगदैढ्र्य के प्रकाश के लिए हमें ज्यादा करेंट मिलता है तरंगदैढ्र्य बढ़ाने पर ये करेंट कम जो जाता है और प्रकाश की तीव्रता जो दूरी पर निर्भर है कम करने पर भी एनोड करेंट कम हो जाता है तो यदि कैथोड़ पर फोटोनों की संख्या बढ़ती है क्या होगा यदि उसकी ऊर्जा h𝛎 देहली वर्क फंक्शन से अधिक है हमें करेंट मिलेगा और ये करेंट तीव्रता के साथ बढ़ेगी लेकिन यदि लाल प्रकाश जैसा मैंने दिखाया था 578nm तरंगदैढ्र्य उस पर हमें 0 करेंट मिलता है जब 0 वोल्टेज पर रखते हैं तो स्टॉपिंग पोटैन्श्यल का प्रश्न ही नहीं है बिना किसी ऋणात्मक वोल्टेज के एनोड करेंट शून्य मिले इसके लिए दूरी बढ़ा कर तीव्रता कम करना होगा जिस दूरी पर नैनोमीटर में कोई करेंट न दिखाता हो क्योंकि कैथोड के पदार्थ की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो रहा है इसका नैनोमीटर में पाठ लेते हैं ये काफी संवेदनशील होता है तो पाठ्यांक लेते वक्त कुछ फ्लक्चुयशन भी होता है इसलिए हमे पाठ्यांक लेते वक्त इसे कुछ प्लस माइनस में लेना होता है या कहें माध्य मान लेना होता है तो इस प्रयोग में आप स्लोप ज्ञात कर प्लांक नियतांक की गणना कर सकते हैं और ये माप काफी सटीक परिणाम देते हैं मुझे लगता है अब हम यहाँ इसे बंद कर सकते हैं ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद